छात्रों आपका स्वागत है तो चर्चा के अंतिम भाग में हम करंट ऐसेटस दोनों के बीच में है इसलिए हमने देखा कि 2 दृष्टिकोणों में यानी कंजरवेटिव दृष्टिकोण में लागत कम है लाभ अधिक है लेकिन जोखिम भी बहुत अधिक है इसलिए हमने देखा और हम समझ सकते हैं कि दोनों में से कोई भी एक दृष्टिकोण का पालन करने से हम एक चरम सीमा पर चले जाएंगे और यह वांछनीय नहीं है इसकी आवश्यकता नहीं है और हमें चरम सीमाओं से बचने की कोशिश करनी चाहिए इसलिए हमें मध्य मार्ग का पता लगाना है और मध्य मार्ग के लिए मैंने आपको बताया कि हम हेजिंग को धन के दीर्घकालिक स्रोतों से वित्तपोषित किया जाएगा इसलिए यहां एक पूरी हेजिंग के वित्तपोषण के स्रोतों का संबंध है यहां एक पूर्ण विभाजन है तो इस मामले में यह एक बात है अब हम और आगे बढ़ेंगे और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे कि इन दृष्टिकोणों का प्रभावी ढंग से दिन प्रति दिन के निर्णय लेने में उपयोग कैसे किया जाता है और धन के विभिन्न स्रोत उनकी लागत उनके लचीलेपन जोखिम और कुछ अन्य कारको के हिसाब से हमारे वित्तपोषण निर्णय को कैसे प्रभावित करने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि चूंकि हम अल्पावधि वित्त के बारे में बात कर रहे हैं यह अल्पावधि वित्त का प्रबंधन है यह कार्यशील पूंजी का प्रबंधन है इसलिए अगर हम कार्यशील पूंजी या करंट ऐसेटस के साथ साथ बाजार में बिक्री मूल्य भी प्रभावित होगा लेकिन अगर आप वित्त के उपयुक्त स्रोतों का सहारा लेकर वित्तीय लागत का प्रबंधन करने में सक्षम हैं स्पॉन्टेनियस वित्त और फिर अल्पकालिक वित्त से शुरू करके और फिर यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है तो हम कह सकते हैं कि बहुत कम मामलों में हमें धन के दीर्घकालिक स्रोत पर जाना चाहिए उस स्थिति में वित्तीय लागत के हिसाब से जो भी बचत हम कर पा रहे हैं वह सीधा बढ़ी हुई लाभप्रदता में जुड़ जाएगी तुरंत वह बढ़ी हुई लाभप्रदता में जुड़ जाएगी क्योंकि जो कुछ भी हमने बचाया है उसका कोई रिसाव नहीं है क्योंकि समय अवधि बहुत कम है हम दिनों सप्ताह पखवाड़ा और ज्यादा से ज्यादा महीनों की बात कर रहे हैं इसलिए कुछ महीनों के भीतर या कुछ हफ़्तों के भीतर या कुछ पखवाडो के भीतर लागत जो यहाँ बचाई जाती है वह यहाँ और वहाँ नहीं जाती है हम लागत बचाने में सक्षम हैं और यह लागत सीधे फर्म की लाभप्रदता में जुड़ जाती है तो अब हम देखेंगे कि यह कैसे होता है और यह कैसे काम करता है इसलिए हम एक उदाहरण लेंगे एक उदाहरण नहीं एक स्थिति लेंगे मैं कहूंगा कि यह एक स्थिति है और फिर हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम लागत को बचाने जा रहे हैं शायद हम इष्टतम स्रोतों से धन प्राप्त करने जा रहे हैं किसी भी प्रकार की चरम सीमा का पालन किए बिना न तो हम कंजरवेटिव दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहे हैं हम दोनों के बीच एक ट्रेड ऑफ कह सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि हम मध्यम जोखिम लेने जा रहे हैं और हम मध्यम लाभप्रदता या इष्टतम लाभप्रदता के लिए जा रहे हैं क्योंकि अत्यधिक जोखिम लेने से आप लाभ बढ़ा सकते हैं लेकिन जोखिम फर्म को खराब कर देगा अगर फर्म तकनीकी रूप से दिवालिया है तो यदि वे समय पर अपने दायित्वों का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं तो क्या होगा कि यह फर्म की समग्र वित्तीय प्रतिष्ठा को खराब कर देगा दूसरी तरफ अगर हम लागत पर बचत नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि हम धन के दीर्घकालिक स्रोतों का सहारा ले रहे हैं लागत बढ़ रही है तो लाभ कम हो रहा है शायद जोखिम भी कम हो रहा है यह भी घट रहा है तो अब इस मामले में हम देखते हैं कि हमें एक मध्य मार्ग या मध्य दृष्टिकोण के लिए जाना है और इसीलिए हम इसे लाभप्रदता और जोखिम के बीच ट्रेड ऑफ कहते हैं जब आप इसे लाभप्रदता और जोखिम के बीच ट्रेड ऑफ को कैसे किया जाए तो आइए हम एक स्थिति देखते हैं मैं आपके साथ एक मामले छोटे मामले या स्थिति पर चर्चा करूंगा और उस मामले या उस स्थिति में जाने से पहले हमें कुछ बातों को मानना होगा जब हम कार्यशील पूंजी के प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बात मैं आपके साथ सांझा करना चाहूंगा कि निर्माण संगठनों में कार्यशील पूंजी की बड़े पैमाने पर आवश्यकता होती है हमें निर्माण संगठनों में शॉर्ट टर्म फाइनेंस या कार्यशील पूंजी के प्रबंधन की जरूरत होती है क्योंकि निर्माण संगठनों में ही हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है उदाहरण के लिए आप सेवा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं सेवा क्षेत्र में हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है लेकिन उतनी नहीं जितनी हमें विनिर्माण क्षेत्र में चाहिए इसलिए प्रबंधन सेवा क्षेत्र में उतना आवश्यक नहीं है उदाहरण के लिए कहें कि जब हम कुछ सेवा विक्रेता या सेवा प्रदाता से सेवा लेने की कोशिश करते हैं तो हम उसे उस सेवा लिए अग्रिम रूप से भुगतान का एक हिस्सा देते हैं उदाहरण के लिए हम किसी विशेष कार्यक्रम के लिए एक कैटरर कह सकते हैं कृपया मुझे 50 या शायद कभी 30 40 अग्रिम भुगतान करें तो वह हमसे अग्रिम रूप से धन लेता है और वह धन जो वह हमसे अग्रिम लेता है उसका उपयोग वह कार्यशील पूंजी के रूप में करता है लेकिन विनिर्माण क्षेत्र के मामले में जब हम एक रंगीन टीवी खरीदने जा रहे हैं हम खरीदार के रूप में या ग्राहक के रूप में प्रदान नहीं करने जा रहे हैं हम फर्म को कार्यशील पूंजी प्रदान नहीं करने जा रहे हैं कोई फर्म यह नहीं पूछती है कि यदि आप एक कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे पहले से आधा पैसा दें और फिर शेष आधा पैसा आप मुझे दे सकते हैं जब कंप्यूटर वितरित किया जाएगा ऐसा नहीं होता है वह उत्पाद रेडीमेड है यह दुकान में उपलब्ध है वहाँ जाओ इसे खरीदो और इसका उपयोग शुरू करो तो आप उत्पाद 100 खरीदते हैं और 100 के लिए भुगतान करते हैं लेकिन निर्माण प्रक्रिया के दौरान दीर्घकालिक पूंजी के साथ साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है इसलिए सेवा क्षेत्र में आपको कार्यशील पूंजी की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी हमें विनिर्माण क्षेत्र में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है इसलिए जब आपको निर्माण क्षेत्र में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है जो कि बड़ी मात्रा में होती है तो इसका मतलब है कि अल्पावधि निधियों कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करने की आवश्यकता है जैसा कि दीर्घकालिक धन का प्रबंधन करने की आवश्यकता है अब इस मामले पर चर्चा करने के लिए हम 3 महत्वपूर्ण असमप्शन्स लेंगे पहली असमप्शन कम उत्पादक है इसलिए हमें यथासंभव न्यूनतम निवेश करना चाहिए हमने पिछली कक्षाओं में या पिछली चर्चा में देखा है कि इन्वेंट्री कम उत्पादक होती है या तो वे बिल्कुल भी उत्पादक नहीं हैं या यदि वे उत्पादक हैं तो वे फिक्स्ड ऐसेटस जो हम यहां ले रहे हैं वह यह है कि लंबी अवधि के फंड की तुलना में अल्पकालिक निधि की कम लागत है इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारत में भी हम ब्याज दरों की अवधि संरचना का अनुसरण कर रहे हैं और अवधि संरचना का मतलब है कि अवधि संरचना कहती है कि ऋण पर ब्याज सीधे परिपक्वता अवधि से जुड़ा हुआ है परिपक्वता अवधि जितनी लंबी होगी आपको ब्याज की उतनी उच्च दर का भुगतान करना होगा कम परिपक्वता अवधि पर आपको ब्याज की कम दर चुकानी होगी इसलिए कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं या अल्पकालिक निधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम छोटी अवधि के लिए निधियों को उधार ले रहे हैं शायद कुछ महीनों के लिए या शायद कभी कभी हफ्तों के लिए भी उस मामले में हम निधियों की कम लागत का भुगतान कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह हमारी तीसरी असमप्शन का प्रबंधन करना संभव है तो बेहतर है इसलिए हम तीसरी असमप्शन के आधार पर हम एक मामले का परीक्षण करेंगे और हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि दीर्घकालिक और अल्पकालिक स्रोतों के बीच ट्रेड ऑफ का स्तर क्या होना चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी असमप्शन का परिमाण अधिक होने से फर्म कम लाभदायक होगी इसलिए हमें अब यह प्रभाव देखना होगा कि अगर आपको बैलेंस शीट का दिया गया स्तर है तो लाभप्रदता क्या होगी नेट वर्किंग कैपिटल से अनुपात यह करंट ऐसेट है

तो यह निर्भर करता है और अगर यह कहा जाता है कि यह शुरुआत है और हम इसे इस स्तर तक कम कर रहे हैं या यदि आप इसे इस स्तर तक बढ़ाते हैं जो कि 06 1 है तो आप कह सकते हैं कि इसकी एक अलग स्थिति होगी तो आखिर कर आपके पास शुरुआत में यह अनुपात है तब हम करंट ऐसेट के स्तर को बढ़ाते हैं तो मुनाफे को नीचे जाना चाहिए इसलिए लाभ के स्तर पर करंट ऐसेट के स्तर को बढ़ाएंगे तब हम लाभ पर प्रभाव देखते हैं फिर दूसरे मामले में हम करंट ऐसेटस है इस बैलेंस शीट हैं और एसेट पर 12 कमाती है कंपनी करंट असेट्स पर कंपनियां कितनी कमाई कर रही हैं एडवांस पेमेंट थी इस बैलेंस शीट को देखें करंट से अनुपात 386 है हमने अनुपात की गणना की है

हम करंट असेट्स है अब यह अनुपात 386 है कंपनी का लाभ 1140 मिलियन पर लाभ जो कि 1140 मिलियन डॉलर है तब करंट असेट्स है यह नेट वर्किंग कैपिटल के दीर्घकालिक स्रोतों से आएगी नेट वर्किंग कैपिटल से कम हैं लेकिन जब करंट ऐसेटस हैं और यह लाभप्रदता है यह हमारी नेट वर्किंग कैपिटल की राशि जोड़ते हैं हम रचना बदल रहे हैं हम कुल को समान रख रहे हैं और कुल 14000 है तो इसका मतलब है कि अब हम जो कर रहे हैं वह करंट एसेट्स समान रहेगी यह 8000 नहीं है लेकिन 14000 है मतलब यह है कि फिक्स्ड एसेट्स है पहले यह 5400 और 8600 था अब यह 6000 और 8000 है कुल 14000 समान है अब आप देखते हैं कि आपने करंट एसेट्स में सुधार हुआ है पहले नेट वर्किंग कैपिटल में भी वृद्धि हुई है पहले केवल यह 2200 दीर्घकालिक स्रोतों से आ रहा था अब करंट असेट्स हो गया है जो दीर्घकालिक स्रोतों से आएगा इसका मतलब है जब आप दीर्घकालिक स्रोतों के अनुपात में वृद्धि कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लागत बढ़ा रहे हैं जब लागत बढ़ रही है तो अंततः लाभ कम हो जाएगा हमने देखा है कि इस मामले में लाभ 1140 मिलियन डॉलर समान रहेंगे यह 4800 होगा तो 4800 भाग 14000 अब अनुपात बदल जाएगा यदि आप अनुपात बदलते हैं तो नया अनुपात यहां होगा नया अनुपात 343 होगा अब यह नया अनुपात है और यदि आप इस अनुपात को बदलते हैं तो यह अनुपात 34 अंक है हम पहले ही इस अनुपात की गणना कर चुके हैं 343 यह नया अनुपात है 343 तो पहले यह अनुपात था वृद्धि के बाद यह अनुपात है और घटने के बाद यह अनुपात है एक बार जब आपने करंट ऐसेटस नीचे जाएगी पहले नेट वर्किंग कैपिटल होने जा रही है तो क्या हो रहा है तरलता कम होती जा रही है तरलता कम हो रही है इसका मतलब है कि जोखिम बढ़ रहा है जब जोखिम बढ़ रहा है तो अंततः लाभ में भी वृद्धि होनी चाहिए और यदि आप लाभ को देखते हैं निश्चित रूप से हमने देखा हमने गणना की है इसकी गणना वहां है तो इसका मतलब है कि लाभ बढ़ गया है और यहाँ लाभ वह है जो शुरू में 1140 मिलियन डॉलर है तो इसका मतलब है कि आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि यदि आप महंगी ऐसेटस 2200 थी हमने नेट वर्किंग कैपिटल से अनुपात को बदलकर आप देख सकते हैं कि लाभ बढ़ रहा है और घट रहा है नेट वर्किंग कैपिटल के अनुपात की सीमा फर्म की लाभप्रदता को कैसे प्रभावित करती है और चूंकि यह बहुत कम समय है इसलिए कोई भी बचत जिसे हम वित्तीय लागत में करते हैं वह किसी भी मोर्चे पर व्यर्थ नहीं जाती है या दुरुपयोग नहीं होती है प्रत्यक्ष रूप से आप फर्म की बढ़ी हुई लाभप्रदता में जोड़ने जा रहे हैं क्योंकि समय की अवधि बहुत कम है और किसी भी रिसाव की संभावना नहीं है अब हम अगला भाग देखते हैं जो आपके करंट लायबिलिटी वे कम उत्पादक हैं माफ कीजिए कम महंगे है उत्पादक नहीं मैं कहूंगा कि उत्पादक एसेटस की तुलना में कम खर्चीले हैं क्योंकि भारत में जैसा कि मैं दोहरा रहा हूं कि हमारे पास ब्याज दरों की अवधि संरचना है तो उस कारण से अब हम देखेंगे कि यदि आपके पास अल्पावधि स्रोतों से अधिक धनराशि है तो उस स्थिति में आपका लाभ बढ़ेगा क्योंकि धन की लागत कम हो जाएगी आपकी वित्तीय लागत कम हो जाएगी लेकिन अगर लंबी अवधि के स्रोतों से ज्यादा धन आ रहा है तो उस स्थिति में आपका लाभ कम हो जाएगा और अंततः यह कई चीजों को प्रभावित करेगा जोखिम भी प्रभावित होगा लाभ भी प्रभावित होगा और अन्य चीजें भी प्रभावित होंगी तो हम देखेंगे कि यह कैसे होता है इसलिए अब तक हमने इसे करंट ऐसेटस के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे और जब आप इसे करंट ऐसेटस का उपयोग कर रहे हैं और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो हम धन की लागत पर बहुत बचत कर रहे हैं जब आप निधियों की लागत को कम कर रहे होते हैं तो अंततः आपकी लाभप्रदता बढ़ने वाली होती है लेकिन आप इसे बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं कि जोखिम भी घटने वाला है क्योंकि माफ कीजिए जोखिम बढ़ने वाला है क्योंकि आपको बहुत सावधान रहना है क्योंकि धन के अल्पकालिक स्रोत बहुत जल्दी से स्रोत को वापस चुकाने के लिए देय हो जाते हैं इसलिए हमें पर्याप्त तरलता भी बनाए रखनी होगी और यदि आप तरलता को बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं तो हम नियत तारीख पर इन अल्पावधि फंडस की सीमा को कम करते हैं तो लाभ बढ़ाने जा रहा है अब हम देखेंगे कि करंट लायबिलिटीज के अनुपात को घटाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा आपकी लागत में वृद्धि होगी क्योंकि दीर्घकालिक स्रोतों से अधिक धन आ रहा है और दीर्घकालिक स्रोत अधिक महंगे होने से फर्म की लाभप्रदता पर अधिक प्रभाव पड़ता है तो अब यह कैसे होगा हम अलग अलग स्रोतों से आने वाले धन के अनुपात या योगदान में बदलाव के द्वारा देखेंगे और इस मामले में हमें ऐसा करना होगा मतलब कि वही मामला वही बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट हमारे पास है बैलेंस शीट में परिवर्तन के प्रभाव को देखेंगे विशेष रूप से धन के स्रोतों और फिर हम देखेंगे कि फर्म की लाभप्रदता कैसे प्रभावित होती है लेकिन यह सब हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे